तो हमने मुख्य रूप से कुछ चीजें देखी थी कि एक हमने मूल रूप से ddt कही थी जो कि इनडाइरेक्ट्ली ddtdNdtरूप से भी है जहां फ्लक्स लिंकेज है वास्तव में e है यदि हम केवल इंड्यूस्ड EMFदेख रहे हैं जो कि है जो इनडक्टेन्स में है तो मैं एक ही बात लिख सकता हूं ddtdNdteLdidt अगर मैं यह मान रहा हूं कि इनडक्टेन्स एक कॉन्स्टेंट है अगर इलेक्ट्रो मेकेनिकल सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं है जैसा हमने पहले माना था इसलिए हमने मूल रूप से एक सिस्टम को पहले कुछ इस तरह माना हमने एक कोर को देखा था जो वास्तव में "C" आकार का है और हमने एक और शायद रॉड की तरह संरचना लिया की जो इस इलेकट्रोमेग्नेट के द्वारा आकर्षित किया जाएगा अगर पर्याप्त करंट इस माध्यम से प्रवाहित होती है तो हम कहते हैं कि मेरे पास एक कुंडली है और अगर मेरे पास इसके माध्यम से करंट पर्याप्त प्रवाह है तो फिर मेरे पास एक काफी मजबूत इलेकट्रोमेग्नेटिक फोर्स होने जा रहा है कि और यह स्प्रिंग एक्शन के बिल्कुल विपरीत होगा इसलिए मैं एक स्प्रिंग दिखा रहा हूं जो फ्रेम से संलग्न है तो यह स्प्रिंग है तो हमने कहा कि कोई मूवमेंट नहीं होती है तो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैं दे रहा हूं जो मैं वास्तव में eidt के रूप में कह सकता हूं मैं इसे ei पॉवर कह सकता हूं तो मैं इसे dt के सापेक्ष इंटेग्रेट करता हूं या जो भी टाइम इंटर्वल मेरे पास है तब मैं इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कह सकता हूं eidtdWeidइलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है तो यह अनिवार्य रूप से मेग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की ओर जाएगी अगर यहाँ कोई मेकेनिकल मूवमेंट नहीं है इसलिए मैं सामान्य रूप से कहने जा रहा हूं कि dWedWfdWm जहाँ यह मेकेनिकल एनर्जी है वहाँ यह मेग्नेटिक एनर्जी है और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को देख रहे हैं जहां इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है जो इस विशेष मामले में मोटर या एक एक्ट्यूएटर की तरह है तो अगर कोई मूवमेंट नहीं है यह शून्य के बराबर होगा तो मेरे पास dWedWf होगा और यही हमने eidt लिखने के बजाय ऐसा लिखा वैसा ही id लिख सकता हूं क्योंकि ddt मैं उसे e कह सकता हूं जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि eidt d के बराबर है तो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ तो हमने कहा dWeid इस मामले में जहां मोशन नहीं है फील्ड एनर्जी तो हम इसे फील्ड एनर्जी सकते हैं मैं बस वही याद रहा हूँ जो हमने पिछली कक्षा में किया था और हमने कहा था कि अगर हम वास्तव में i और के बीच एक ग्राफ बना रहे हैं तो हम शायद इसे नॉन लीनीयर कॅरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाने जा रहे हैं अगर मैं कहूं कि एक आइरन कोर है जो i और या N के बीच नॉन लीनीयर संबंध बना रही है तो मैं इस हिस्से को एनर्जी या फील्ड एनर्जी के रूप में कहने जा रहा हूं जो कि Wf है और मैं इस हिस्से को को एनर्जी या Wf कहने जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि dWfid मूविंग पार्ट की दी गई किसी एक स्थिति के लिए अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो यह किसी ख़ास स्थिति पर है फिर मैं किसी विशेष x वेल्यू पर कह सकता हूं dWfid और dWfdi और एनर्जी में कम से कम किसी प्रकार का भौतिक अर्थ है जबकि को एनर्जी का कोई स्पष्ट भौतिक अर्थ नहीं है तो अगर मैं कह सकता हूं कि यह लीनीयर सिस्टम है जिसमें i और के बीच लीनीयर कॅरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये अनिवार्य रूप से जो कुछ भी इस रेकटेंगल है कि सीधे i को बताता है तो इस मामले में यह विशेष रेखा इस रेकटेंगल के नीचे के क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित करती है इसलिए मेरे पास एनर्जी और को एनर्जी एक दूसरे के बराबर होगी इसलिए जब भी मैं एक लीनीयर मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स पर विचार करता हूं तो WfWf होगा तो यह केवल लीनीयर सिस्टम में सच होने जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि लीनीयर सिस्टम में WfWfहोगा इसके बाद हमने एक छोटे से मूवमेंट पर विचार करना शुरू किया जहां हम वास्तव में आखिरी कक्षा में थे तो आइए हम फिर से उस सिस्टम को देखें जो हमने पहले माना था तो यह वास्तव में लौह कोर है मैं इसमें से एक करंट पास करने जा रहा हूं तो करंट i है स्टूडेंट यहां लीनीयर सिस्टम से आपका क्या मतलब है प्रोफेसर लीनीयर सिस्टम वह जगह है जहाँ कोई सॅचुरेशन नहीं हुआ है यह अभी भी मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स के लीनीयर भाग में है तो अगर मैं i बनाम या बनाम को देखता हूं उनके बीच केवल एक लीनीयर संबंध होने जा रहा है यह केवल की कम वेल्यू पर सच होगा अगर हिसटीरेज़िस की उपेक्षा करें यदि आप हिसटीरेज़िस पर विचार करते हैं तो यह लीनीयर नहीं है मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्योंकि हिसटीरेज़िस हमेशा कुछ मात्रा में रेमनेंट फ्लक्स डेन्सिटी के बारे में बात करेगा तो यदि कोई रेमनेंट फ्लक्स है तो लिनीयरीटी खो जाती है तो जब करंट शून्य है फ्लक्स शून्य नहीं होगा यदि कोई रेमनेंट फ्लक्स है तो मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक लीनीयर संबंध है उसके बाद भी जब सॅचुरेशन आगे बढ़ती है जैसा कि आप कहते हैं कि यदि i की वेल्यू बहुत बड़ी है उस बिंदु पर फिर से यह नॉन लीनीयर है तो हम निश्चित रूप से हिसटीरेज़िस प्रॉपर्टी की उपेक्षा कर रहे हैं जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मैं कुछ इस तरह से एक सिस्टम को देख रहा हूँ और इस तरह से एक मूविंग भाग है जो एक स्प्रिंग के माध्यम से एक फ्रेम से जुड़ा हुआ है और हम कहते हैं कि मेरे पास इस समय पर शायद दूरी है बल्कि मैं एयर गेप की लंबाई को x1कह रहा हूं और हम कहें कि मैं इसमें से पर्याप्त रूप से बड़े करंट को प्रवाहित कर रहा हूं जिसके मैग्नेटिक फील्ड उस हिस्से को अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत बन गया है जिसकी वजह से अब दूरी x1 से घटकर x2हो गई है तो इस तरह से मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ है कि अब दूरी x1से घटकर x2हो गई है इसलिए मैंने इन दो बिंदुओं के अनुरूप दो मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स बनाने की कोशिश की यह i है और है तो अगर मैं x1के लिए इस तरह से एक मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं x2के लिए एयर गेप कम होने पर विचार करते हुए मुझे संभवतः थोड़ा अधिक फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व बनाना चाहिए क्योंकि मैं अनिवार्य रूप से डिस्टेन्स को कम होते हुए देख रहा हूं एयर गेप कम हो रहा है रिलक्टेन्स कम हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स थोड़ा बढ़ना चाहिए तो यह xx1से मेल खाता है जबकि यह xx2से मेल खाता है और मुझे यह मान ले कि मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है कितनी धीरे धीरे ये विस्तार की बात है लेकिन हम कहते हैं कि मेरे पास इस सर्किट के लिए एक एलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट है जो कुछ LR है तो अगर मैं मूवमेंट को धीरे धीरे होने दे रहा हूं तो करंट हर स्थिति समय में स्टेडी स्टेट तक पहुंच सकता है और यह देखते हुए कि सर्किट का रेज़िस्टेन्स एक कॉन्स्टेंट है करंट कॉन्स्टेंट रह सकता है मेरा मतलब है कि मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं ताकि करंट लगभग कॉन्स्टेंट बनी रहे किसी भी तरह इसका मतलब है कि सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट मूवमेंट में लगने वाले समय की तुलना में बहुत कम होने वाला है यही मैं मान रहा हूं तो मुझे उस मामले को लेने दें जहां मूवमेंट धीमा है जिसका अर्थ है कि मूवमेंट के लिए लिया गया समय वास्तव में इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट से अधिक या बहुत अधिक है ताकि मुझे करंट में ज़्यादा अंतर न दिखे तो मैं इस तरह से आने वाले एक विशेष करंट को देखने जा रहा हूं शायद मैं इस विशेष मामले में सिर्फ कॉन्स्टेंट के बराबर ले जा रहा हूं यदि यह एक आल्टर्नेटिंग करंट सर्किट है तो मुझे irms को एक कॉन्स्टेंट की तरह देखना होगा स्पष्ट रूप से आप एक आल्टर्नेटिंग करंट सर्किट में करंट के कॉन्स्टेंट होने की उम्मीद नहीं कर सकते एक क्षण से दूसरे क्षण इसलिए मैं देख रहा हूं कि करंट का RMSमान एक कॉन्स्टेंट है इसलिए इस स्थिति में मेरे पास वास्तव में के दो अलग अलग वेल्यू होंगे शायद यह एक वेल्यू है जो फाइनल है जिसे मैं कह 2 सकता हूं और मुझे एक और वेल्यू के बारे में बात करने दें जो कि यहाँ वास्तव में 1 है मुझे इन बिंदुओं को O लिखने दें या नाम देने दें यह Pहै यह Q है यह Rहै और यह S है इसलिए मैं इन बिंदुओं को केवल इस रूप में नाम दे रहा हूं तो अब वास्तव में मेरे पास पूरे सिस्टम के लिए जो इनपुट है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है जो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिया है वह पूरे सिस्टम के लिए इनपुट है तो यह वही होगा जो हमने पहले eidt कहा था यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है और जो हमने कहा कि eidt d है इसलिए यह मुझे ऐसे इंटेग्रेट करना होगा जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट सिस्टम में जा रहा है जो 1से 2dके रूप में है बस इतना ही कृपया याद रखें id वही फील्ड एनर्जी है बशर्ते कोई मूवमेंट नहीं हो पर अब मूवमेंट है इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में अब वही बात लिख रहा हूं जिसे मैं वास्तव में इस विशेष आयत के अंतर्गत क्षेत्र को निर्दिष्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे इसे वास्तव में 2 2और इसे करंट गुणा से के रूप में लिखना है या मैं आयत का क्षेत्रफल कह सकता हूं जो वास्तव में PQRSया PQSR है जो कुछ भी यह वह क्षेत्रफल है जो इस विशेष मूवमेंट की अवधि के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट का प्रतिनिधित्व करता है पूर्ण मूवमेंट जो हुआ है हम मूल रूप से केवल बाउंड्री कर्व लिख रहे हैं हम कर्व्स के बीच में नहीं लिख रहे हैं कर्व जो OPके समान है वो प्रारंभिक स्थिति बताता है और जो भी OQ है वह फाइनल स्थिति बताता है तो फ्लक्स लिंकेज 1से 2तक बदल गया है जब x1से x2 तक मूवमेंट हुआ है इसलिए हम दो अंत बिंदुओं को देख रहे हैं और फिर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना मेकॅनिकल वर्क किया गया है इसलिए हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं प्रारंभिक स्थिति और फाइनल स्थिति पर पिछली कक्षा में हमने लिखा था dWedWfdWm हम यह देखने जा रहे हैं कि फील्ड एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कितना है और मेकॅनिकल एनर्जी का कितना योगदान है इसलिए हम इस ईक्वेशन में हर एक चीज को देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट को हमने उस शेडेड पोर्षन के रूप में बताया है जो भी शेडेड पोर्षन का क्षेत्र है वो eidt के अनुरूप है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि क्या फील्ड एनर्जी में कोई बदलाव हुआ है हमने कहा था फील्ड एनर्जी किसी दिए गए स्थिति के तहत id है वही हमने कहा है इसलिए अगर मैं वास्तव में फील्ड एनर्जी देखने की कोशिश करता हूं पहले मामले में वास्तव में यह idके रूप में होना चाहिए यह idपूरा क्षेत्रफल है पहली कंडीशन के अनुसार यह है जहां मूविंग पार्ट x1 की दूरी पर है इसलिए मुझे यह कहना चाहिए या मैं कह सकता हूं कि इनिशियल फील्ड एनर्जी वास्तव में OPR है यह क्षेत्रफल है कृपया ध्यान दें कि वह OPR है जो पूरे क्षेत्र में के अनुरूप मॅग्नेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स से घिरा हुआ है और अक्ष के अनुरूप जबकि अगर मैं देखता हूं कि फाइनल फील्ड एनर्जी क्या है यह वास्तव में OQS है यह वह क्षेत्र है जो फाइनल फील्ड एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यदि मैं फील्ड एनर्जी में अंतर प्राप्त करना चाहता हूं तो उस स्थिति में मुझे फाइनल फील्ड एनर्जी में से घटाना होगा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि dWf वह क्षेत्र होगा जो OQS ऋण OPRहै इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में जो भी अंतर है वह मेरा फील्ड एनर्जी में अंतर है इसलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यह वास्तव में PQRS का क्षेत्रफल है यह OQS ऋण OPR जोड़ dWm का क्षेत्रफल है जो मेकॅनिकल एनर्जी है इसलिए मुझे मेकॅनिकल एनर्जी को आखिरकार ऐसे लिखना चाहिए तो इस ईक्वेशन से मुझे लिखना चाहिए क्षेत्र dWm area PQRS area OPR क्योंकि यह माइनस जब मैं इसे दूसरी तरफ ले जाता हूं यह प्लस हो जाएगा तो यह पूरा क्षेत्रफल है क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यह पूरा क्षेत्रफल वास्तव में area OPQRS area OPR area OQS है यही इसका मतलब है इसलिए यदि मैं पूरे क्षेत्र को देखता हूं तो मुझे यह पूरा क्षेत्र कुल क्षेत्र के रूप में मिल रहा है जो कि इन दोनों के योग से घिरा हुआ है जो कुछ भी ऐसा क्षेत्र है जो वास्तव में केवल इस हिस्से द्वारा लिया गया है वैसे भी मैं मूल रूप से कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में मुझे इस हिस्से तक माइनस होना है जिसका मतलब है कि मुझे केवल OPQ क्षेत्र मिलने वाला है तो यह क्षेत्र OPQ है चलो मुझे शायद अगली बात में यह फिगर फिर से बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमने जो किया है पहले हमने एक कर्व को इस तरह दिखाया हमने एक और कर्व को इस तरह दिखाया और हमने यह दिखाया कि यह i भी वही i है और हमने दिखाया कि यह विशेष क्षेत्र जो कि यह रेक्टॅंग्युलर क्षेत्र है जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह मुझे देता है और यह क्षेत्र जो कुछ भी हमें मिला है वह मुझे फील्ड एनर्जी देने वाला है जो भी फील्ड एनर्जी है जो मूल रूप से मौजूद थी इसलिए मैंने उन दोनों को जोड़ा है लेकिन फाइनल फील्ड एनर्जी केवल इस क्षेत्र में उपस्थित है अगर मैं इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं तो यह विशेष क्षेत्र जो दो कर्व्स से घिरा हुआ है इसलिए अगर मैं इसे OPQ कह सकता हूं यह मूल रूप से मेकॅनिकल एनर्जी के मेरे अक्चुअल वेल्यू का प्रतिनिधित्व करता है जो सिस्टम द्वारा आउटपुट किया गया है तो मेकॅनिकल एनर्जी आउटपुट जो सिस्टम से बाहर आ गया है फिर इस क्षेत्र से संबंधित x1 से x2 तक मूवमेंट हुआ है अब हमें जांचना होगा कि वास्तव में यह क्षेत्र क्या है हमने कहा कि मूल रूप से यह हिस्साWf है यह पूरा हिस्सा Wf है जबकि यह Wf है यह हमने पहले कहा था इसलिए यदि मैं देखता हूं कि मूल रूप से Wf क्या था जब कर्व Pमें था या ऑपरेटिंग पॉइंट P में था यह सब Wf था और यह सब Wf है जबकि अब अगर मैं केवल इस कर्व के ऊपर Wf का हिस्सा देख रहा हूँ और उसके नीचे Wf है तो यह मूल रूप से को एनर्जी में वृद्धि देता है यद्यपि को एनर्जी का कोई भौतिक महत्व नहीं है फिर भी सिस्टम से में चला गया को एनर्जी में जो कुछ भी वृद्धि हुई वह Wfहै जो कि शेडेड पोर्षन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है तो शेडेड पोर्षन वास्तव में सिस्टम की को एनर्जी में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए मैं मूल रूप से कह सकता हूं कि यह Wfहै दोनों एक साथ वास्तव में मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट प्राप्त कर रहा हूं मैं बस इतना ही कह रहा हूं इसलिए मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट यह दो कार्यों की ओर जा रहा है बल्कि मुझे तीन काम कहना चाहिए एक रेज़िस्टेन्स लॉस है निश्चित रूप से रेज़िस्टेन्स लॉस होगी चाहे मैं इसे पसंद करता हूं या नहीं दूसरा कार्य यह कर रहा है कि वह फील्ड एनर्जी को बढ़ाए इसके अलावा जो कुछ बचा है वह मेकॅनिकल एनर्जी रूपांतरण की ओर जा रहा है छात्र केस और केस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट समान है प्रोफेसर हम नहीं जानते कि यह वही इनपुट है या नहीं यह एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि हमने वास्तव में विचार किया था शून्य से विशेष वेल्यू में बदल रहा है और हमने पूरी चीज को इंटेग्रेट किया और हमने उस कर्व के अंतर्गत के क्षेत्र को कहा अक्ष के बीच और यह आप अपने फील्ड एनर्जी को जानते थे लेकिन अब हम नहीं जानते कि विद्युत इनपुट कितना है हम कह रहे हैं कि ठीक है यह कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है हमने इसका मान कुछ भी निर्धारित नहीं किया है हमने लगभग 1से 2 तक कहा है कि फ्लक्स लिंकेज बदल गए हैं हम नहीं जानते कि क्या मात्रा पिछले मामले और इस मामले में समान है पिछले मामले में हमने माना कि कोई मूवमेंट नहीं था हमने केवल एक विशेष मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स पर विचार किया जबकि यहाँ इस विशेष मामले में हमने दो मॅग्नीटिज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स पर विचार किया है लंबाई में एक x1और एयर गेप लंबाई पर दूसरा x2 और हमने माना कि x2छोटा है यही कारण है कि हमने उस कर्व को पिछले कर्व से ऊपर माना यह मानते हुए कि रिलक्टेन्स छोटा है जिसके कारण फ्लक्स उम्मीद से बड़ा होना चाहिए तो यह मूल रूप से मुझे बताता है मुझे आशा है कि आपका प्रश्न कुछ हद तक स्पष्ट है यदि पूरी तरह से नहीं हम एनर्जी कन्सर्वेशन प्रिन्सिपल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से पिछले मामले में हमने किसी मूवमेंट पर विचार नहीं किया तो मेकॅनिकल एनर्जी शून्य थी इस मामले में मेकॅनिकल एनर्जी एक गैर शून्य मात्रा है और हम इसे निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं परिमाणीकरण की प्रक्रिया में हमारी परिभाषा के अनुसार हमने अलग अलग क्षेत्रों को देखा और फिर हम अंततः इस तथ्य पर पहुंचे कि हम को एनर्जी में अंतर प्राप्त कर रहे हैं या को एनर्जी में वृद्धि मेकॅनिकल वर्क के बराबर है यदि हम इसे धीरे धीरे कर रहे हैं तो स्वचालित रूप से करंट कॉन्स्टेंट RMS मान के रूप में रहेगा करंट आपके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं की जाती है जब तक कि आप कुछ रेज़िस्टेन्स नहीं बदल रहे हैं या कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम अभी बता रहे हैं कि रेज़िस्टेन्स एक कॉन्स्टेंट है इनडक्टेन्स स्पष्ट रूप से बदल रहा है इनडक्टेन्स में हर बदलाव के लिए इसमें एक ट्रांसीएंट होगा कोई संदेह नहीं लेकिन हम इसे इतनी स्लोवर मूव्मेंट से कर रहे हैं कि ट्रांसीएंट्स इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो भी टाइम कॉन्स्टेंट होता है वह समय वास्तव में बहुत छोटा होता है क्योंकि जो भी मूवमेंट होती है वह मूवमेंट की रेट होती है आप वोल्टेज को कॉन्स्टेंट बनाए रख रहे हैं क्योंकि आपका करंट कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि आप इसे हर बिंदु पर स्टेडी स्टेट तक पहुंचने दे रहे हैं रिलक्टेन्स बदल रहा है इनडक्टेन्स बदल रहा है लेकिन ट्रांसीएंट रूप से यह बदल जाएगा और आप हर बिंदु पर करंट को स्टेडी स्टेट तक पहुंचने की अनुमति दे रहे हैं जैसा कि सरल है इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था यदि आप एक स्लोवर मूव्मेंट पर विचार कर रहे हैं तो मेकॅनिकल टाइम कॉन्स्टेंट आम तौर पर इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट की तुलना में बहुत अधिक है आप दोनों तरह से विचार कर सकते हैं यहां तक कि अगर हम ACकरंट पर विचार करते हैं तो हम RMS वेल्यू को देख रहे हैं यदि आपने वास्तव में DC करंट पर विचार किया है तो आपको फिर से उस टाइम कॉन्स्टेंट के बारे में भी विचार करना होगा इसलिए मैं एक करंट पास कर रहा हूं आइए हम कहते हैं कि यह VR के मान तक पहुंचता है इस बिंदु पर आप वास्तव में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप करंट में तुरंत बदलाव देख सकते हैं लेकिन आप इसे बार बार स्थिर होने की अनुमति देते हैं मैं कहूंगा कि इस मामले में ACकरंट देखना बेहतर है क्योंकि हम इंड्यूस्ड EMF ddt इत्यादि को देख रहे हैं ACस्टेडी स्टेट में पहुंच सकता है जब आप RjLइंपीडेन्स को मानते हैं तो आप AC स्टेडी स्टेट को स्टेडी स्टेट कहते हैं आप अन्यथा L के बारे में बात नहीं कर सकते कृपया फेसर डाईग्राम्स को समझें जो आप बनाते हैं या स्टेडी स्टेट के लिए वे स्टेडी स्टेट हैं यदि आपको अभी भी संदेह है तो कृपया इसे याद रख लें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं jLया 1jC ये सभी चीजें स्टेडी स्टेट में हैं जब आप ट्रांसीएंट के बारे में बात करते हैं जो किRiLdidt है जब आप वो लिखते हैं वो ट्रांसीएंट है स्टेडी स्टेट में करंट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए यह आपकी धारणा है वह स्टेडी स्टेट नहीं है यदि साइकल की शुरुआत में इनिशियल वेल्यू और साइकल के अंत में फाइनल वेल्यू समान है तो आप इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं स्टेडी स्टेट का मतलब यह नहीं है कि यह कॉन्स्टेंट नहीं है मेरा मतलब है कि यह एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए नहीं आपके पास सिंपल हारमॉनिक कम्पाइलेशंस है क्या आप यह नहीं कहते कि यह स्टेडी स्टेट है यह ऑसिलेशन है निश्चित रूप से यह ऑसिलेशन है लेकिन कृपया समझें यह स्टेडी स्टेट है इसलिए अगर मेरे पास एक LCऑसिलेशन है तो मैं कहूंगा कि स्टेडी स्टेट बहुत स्पष्ट रूप से पहुंच जाएगा जब तक साइकल की शुरुआत और अंत में वेल्यू समान होते हैं क्या यह स्पष्ट है इसलिए साइनसोइडल एक्साइटेशन अगर है तो मेरे पास कॉन्स्टेंट वेल्यू जैसा कुछ भी नहीं है कभी भी नहीं RMS मान कॉन्स्टेंट है हां ठीक हैं एक बार यह स्टेडी स्टेट में पहुँच जाता है हम मूल रूप से फ्लक्स बदल रहे हैं तो रिलक्टेन्स भी बदल रहा है तो MMF कॉन्स्टेंट के रूप में रह सकता है आप इसे इस रूप में देखेंगे फ्लक्स बदल रहा है यह 1 से 2तक चला गया है कृपया ध्यान दें इसलिए मुझे आशा है कि यदि आप पी सी सेन या किसी अन्य मशीन किताब के माध्यम से इलेक्ट्रोमेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्षन पढ़ते हैं तो यह मामलों को स्पष्ट कर देगा तो मैं कहूँगा dWfdWm इस विशेष मामले में अब मैं यह dWfdWmFdx के रूप में लिख सकता हूँ जहां dxx2 x1 या x1 x2 जो भी अंतर है इसलिए इससे मुझे लिखना चाहिए FWfixx iconstant मैं एक पार्शियल डेरीवेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि WfWf वास्तव में है बल्कि i और x दोनों का एक साथ फ़ंक्शन है बहुत स्पष्ट रूप से मैं Wfको i और x के फ़ंक्शन के रूप में लिख सकता हूं लेकिन मैं इस दौरान कॉन्स्टेंट रखने जा रहा हूं जिसका मतलब है कि यह स्लो मूव्मेंट है एक और मामला है जब मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि स्लो मूव्मेंट है कुछ और मामला फास्टर मूव्मेंट का होना चाहिए इसलिए शायद मैं उस मामले पर भी विचार करूंगा बहुत फास्ट मूव्मेंट जो कि दूसरा मामला है फिर मैं इसे टाइम कॉन्स्टेंट की दृष्टि से इसकी तुलना करूँगा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट तुलनात्मक या उससे भी अधिक हो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है जो कि बहुत अवास्तविक है क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम आम तौर पर बहुत धीमा होता है जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम टाइम कॉन्स्टेंट आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं लेकिन हमें शायद एक सिस्टम लेना चाहिए जहां यह है एक छोटी मशीन हो बहुत छोटी मशीन शायद इन्नर स्फियर और अन्य चीजें वास्तव में छोटी होंगी जिसके कारण मूवमेंट वास्तव में तेजी से हो रहा है अगर मूवमेंट वास्तव में तेजी से हो रहा है तो मैं अब यह नहीं मान सकता कि एक कॉन्स्टेंट है अब ट्रांसीएंट निश्चित रूप से चित्र में आ जाएगा इसलिए मैं फिर से दो ग्राफ़ देख रहा हूं एक ऐसा हो सकता है और दूसरा शायद ऐसा हो मैं सिर्फ दो ग्राफ़ ले रहा हूं फिर मुझे यह कहने दो कि उनमें से एक x1पर है और दूसरा पर x2है और हम कहते हैं कि मैं शुरू में यहां एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर हूं और एक कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए मैं वास्तव में फ्लक्स कॉन्स्टेंट करने जा रहा हूं कृपया समझें कि आमतौर पर इसका कॉस i है और एफेक्ट है कॉस i है और एफेक्ट फ्लक्स है और फ्लक्स को करंट में उस परिवर्तन को दिखाने में थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट लगता है अगर करंट में बदलाव होता है तो फ्लक्स में बदलाव के रूप में दिखाई देने से पहले आपको थोड़ा टाइम लेग होगा इसलिए हम इसे हिस्टैरिसीस कहते हैं हिस्टैरिसीस का अर्थ है कि फ्लक्स परिवर्तन लैगिंग हमेशा करंट के पीछे रहता है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं मूवमेंट इतनी तेजी से कर रहा हूं कि फ्लक्स लिंकेज को भी बदलने का मौका नहीं दिया गया है फ्लक्स लिंकेज लगभग एक कॉन्स्टेंट के रूप में है मैं फ्लक्स लिंकेज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करने जा रहा हूं हम कहते हैं कि मैं सिर्फ मनमाने ढंग से कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं कि फ्लक्स मूल रूप से या फ्लक्स लिंकेज कॉन्स्टेंट के रूप में है जबकि करंट बहुत स्पष्ट रूप से बदल रहा है शायद मूल रूप से यह i1था और यहां यह i2 है यहां करंट में दो अलग अलग बिंदु हैं इसलिए करंट बदल गया है इसका मतलब है कि एक अर्थ में इनडक्टेन्स में अंतर इस विशेष मामले में प्रकट होता है जिसके कारण दो मामलों में करंट अलग अलग होती हैं वे समान नहीं होती हैं आप करंट को स्टेडी स्टेट तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं आप इसे इतनी तेजी से कर रहे हैं कि फ्लक्स लिंकेज वास्तव में आप किसी भी चीज की स्थिति में परिवर्तन को जानने के लिए अनुसरण करने में सक्षम नहीं है यह मूल रूप से कुछ भी करने में सक्षम नहीं है छात्र जब फ्लक्स लिंकेज जल्दी से नहीं बदल रहा है तो क्या यह सर्किट के इलेक्ट्रिकल टाइम कॉन्स्टेंट से संबंधित है प्रोफेसर टाइम कॉन्स्टेंट करंट और फ्लक्स के बीच लेग और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि फ्लक्स मेग्नेटिस्म की अभिव्यक्ति है जो इनडक्टेन्स आप वास्तव में इसे काल्पनिक मात्रा में समझ रहे हैं वह भी मेग्नेटिस्म की अभिव्यक्ति है इसीलिए हम आम तौर पर को वोल्टेज ड्रॉप के रूप में लिखते हैं जो कि Nddtके बराबर है इसलिए हम लिखते हैं LNddiNi इसलिए इनडक्टेन्स वास्तव में मानव या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों का निर्माण है जो सर्किट के रूप में मेग्नेटिस्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच संबंध बताना चाहते हैं हम KVL KCL करना चाहते थे और आप KVL KCLनहीं कर सकते जब तक आप मेग्नेटिक फील्ड को एक सर्किट क्वांटिटी के रूप में नहीं दर्शाते तो सर्किट क्वांटिटी जो आप वास्तव में प्रकट कर रहे हैं वह LNddiहै तो फैराडे का लॉ शायद पहले आया था और फिर इनडक्टेन्स लाया गया था कि यह कैसा था तो इनडक्टेन्स मूल रूप से सर्किट पेरामीटर्स में मेग्नेटिस्म दर्शाता है तो यहाँ हमारे पास यह के रूप में है हमने पहले ही कहा कि dWeid में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट शाब्दिक रूप से शून्य है क्या आप मेरी बात मान रहे हैं हमें वास्तव में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट नहीं मिल रही है इसलिए मेरे पास अब केवल दो मात्राएँ हैं एक dWf है दूसरा एक dWm है जो शून्य के बराबर है जिसका मतलब है कि मेरे पास dWm dWfहोने जा रहा हूं क्या हम फील्ड एनर्जी में कमी कर रहे हैं हां बहुत स्पष्ट रूप से मूल रूप से हमारी फील्ड एनर्जी OPQ थी शायद अब यह ORQ होने जा रहा हैं तो मुझे कहना चाहिए कि Wf x1पर OPQहै जबकि Wf x2पर ORQ है इसलिए फील्ड एनर्जी में कमी आ रही है फील्ड एनर्जी में कमी यह शेडेड पोर्षन है और यह फील्ड एनर्जी में कमी है जो OPRहै तो यह वास्तव में ग्राफ में area OPRके बराबर होना चाहिए इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप संक्षेप में जान सकते हैं अगर मूवमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा है को एनर्जी में वृद्धि किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करती है और अगर मूवमेंट तेजी से हो रहा है तो फील्ड एनर्जी में हो रही कमी किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करती है मेकॅनिकल एनर्जी या किया गया कार्य इसलिए मुझे इस मामले में भी यह Wfx लिखना चाहिए बेशक जहाँ Wfx भी होगा यह और x का फ़ंक्शन है यह वास्तव में एक बल होगा जहाँ कॉन्स्टेंट होगा Wfxforce जहाँ कॉन्स्टेंट होगा तो मुझे इन दो एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिखना चाहिए मुझे लिखने दो FWfixx iconstant यह स्लो मूव्मेंट के लिए है यदि मैं उस स्थिति के अंतर्गत फास्ट मूव्मेंट पर विचार करता हूं मुझे FWfxx constantForce छात्र फास्ट मूव्मेंट मामले में करंट कैसे घट सकता है जब कॉन्स्टेंट है प्रोफेसर तो आप मूल रूप से कह रहे हैं कि यहां कॉन्स्टेंट मामले कॉन्स्टेंट है रिलक्टेन्स अनिवार्य रूप से कम हो रहा है तो रिलक्टेन्स फ्लक्स से गुणा है वो भी वास्तव में घट रहा है तो करंट में भी कमी हो रही है है ना करंट कम हो रहा है मूल रूप से i1हायर वेल्यू है i2स्मालर वेल्यू है यह बहुत ठीक है इसे क्यों बढ़ना चाहिए रिलक्टेन्स से गुणा होगा रिलक्टेन्स कम हो गई है वही बना हुआ है तो रिलक्टेन्स से गुणा किया गया तो MMF है MMFमें कमी आई है पहला मामले में MMFशायद जो भी रहा हो लेकिन यहाँ MMFमें बहुत स्पष्ट रूप से कमी हुई है इसलिए हमने मूल रूप से देखा है कि हम उस फोर्स के लिए एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं जो एक ट्रांसलेशनल सिस्टम में विकसित होता है हमें जो अध्ययन करना है वह रोटेशनल सिस्टम के बारे में है क्योंकि हमारी सारी मशीनें रोटेटिंग मशीन्स हैं हम इसे अंततः देखते हैं लेकिन इससे पहले हमने जो भी के रूप में निर्दिष्ट किया है NLi बशर्ते हम L को एक कॉन्स्टेंट मानते हैं अगर हम को एक कॉन्स्टेंट मानते हैं यह एक बिंदु पर भी वेरियबल पर्मीयबिलिटी के लिए नहीं जा रहा है तब मैं सीधे NLi की बराबरी कर सकता हूं क्योंकि हमने ऐसा लिखा था NddtLdidt जिससे हमने लिखा NddiL यह ddi हम केवल इस तरह से विचार कर रहे हैं क्योंकि हम यह मान रहे है कि और में एक दूसरे के साथ लीनीयर वॅरीयेशन नहीं है अगर मुझे लगता है वे प्रारंभिक कर रहे हैं इसका मतलब है कि वे लगातार एक दूसरे के साथ लीनीयर वॅरीयेशन कर रहे हैं ddiलिखने के बजाय मुझे सीधे रूप में Ni लिखने में सक्षम होना चाहिए इसलिए अगर मैं एक लीनीयर सिस्टम पर विचार कर रहा हूं तो मुझे शायद इस एक्सप्रेशन पर होना चाहिए बजाए के इन टर्म्ज़ को कॅल्क्युलस के रूप में लिखने के तो अब हम लीनीयर सिस्टम को देखेंगे जहां हम सभी मात्राओं को लीनीराईज़्ड मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखने जा रहे हैं जहाँ हम यह मानने जा रहे है कि NLi या Li धन्यवाद